एनिमल सेल कल्चर पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है तो पिछली कक्षा में हमने एक लैब का आभासी दौरा किया जो मैं चाहता हूं कि आप में से अधिकांश किसी दिन विकसित करें वे कौन से बिंदु हैं जिन्हें पूरे लेआउट में ध्यान में रखना है और बजट की कमी जिसका आपको सामना करना पड़ता है तो अब मैं कुछ पहलुओं या कुछ सुविधाओं पर थोड़ा समय समर्पित करूंगा जो उन्नत स्तर की सुविधाएं हैं जिनके बारे में बहुत बार सेल कल्चर लैब में बात नहीं की जाती है लेकिन आप में से कुछ को उस तरह से सोचने की भी आवश्यकता हो सकती है तो हमने पहले ही लेआउट तैयार कर दिया है यदि आपको कुछ चीजों को जोड़ना है तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बहुत सारा स्थान छोड़ने के लिए कहा था और यह ही मेरा तर्क है इसलिए आज हम अपने तीसरे सप्ताह के तीसरे व्याख्यान में सेल कल्चर लैब के भीतर की उन विशिष्ट स्थितियों विशिष्ट सुविधाओं के बारे में बात करेंगे यदि आप उन्हें विकसित करना चाहते हैं तो आपको जिन चीजों की आवश्यकता हो सकती है उनमें से एक यह है कि यदि आप स्पेस बायोलॉजी पर काम कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है और आपको सेल कल्चर फैसिलिटी की आवश्यकता है तो आपके पास सेल कल्चर फैसिलिटी है तो आपको कुछ विशिष्ट प्रयोगों को करने के लिए कुछ निश्चित स्थानों को चिन्हित करना होगा और स्पेस बायोलॉजी में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है जहां आप इन विट्रो कल्चर में सेल्स के विकास का अनुकरण करना चाहते हैं ज़ीरो ग्रेविटी सिम्युलेटर का उपयोग करना जो कि सबसे सरल है क्लिनोस्टैट कहा जाता है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो एक सेटअप है जो एक विशेष आरटीएम पर इस तरह घूमता है कि आपके सैम्पल्स कुछ इस तरह से यहाँ रहते हैं तो सेल्स इस तरह से ग्रेविटी में बदलाव का अनुभव करते हैं तो ग्रेविटी मान बदलता रहता है इस प्रकार के उपकरणों को जापान में पैनासोनिक बनाते हैं और यदि आपके पास उत्तम इंजीनियर हैं तो वे आपके लिए इसे विकसित कर सकते हैं इस तरह के उपकरणों को बनाने के लिए डिज़ाइन ऑनलाइन उपलब्ध हैं उनका पूरा लक्ष्य शून्य ग्रेविटी का अनुकरण करना है जो कि मूल रूप से माइक्रो ग्रेविटी की स्थिति होती है क्योंकि शून्य ग्रेविटी का अनुकरण करना वास्तव में कठिन है उस तरह की स्थिति में सेल्स कैसे बढ़ते हैं तो आपके पास सेल कल्चर करने वाली डिश यहाँ है जहाँ से कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होगा तो अंदर की ओर से यह ठीक से सील हो जाता है बेशक उचित गैसीय विनिमय के साथ और यह इस क्लिनोस्टेट में घूम रहा है इसलिए यदि आपको अपने सिस्टम के भीतर ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो वापस जाना है और देखना है कि आप वास्तव में इसे कहां समायोजित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास ये स्थान हैं जिन्हे आपने यहां कहीं छोड़ा है तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जगह छोड़ दें आप नहीं जानते कि आपको चीजों की आवश्यकता कहां हो सकती है या उदाहरण के लिए कह सकते हैं आपको यहां पर एक स्पेस बायोलॉजी सेटअप की आवश्यकता हो सकती है यह एक विशिष्ट सेटअप है जो आप अपनी लैब के साथ जोड़ रहे है या उदाहरण के लिए कहें आप एक असामान्य चरम वातावरण की स्थिति की एक निश्चित स्थिति बनाना चाहते हैं जैसे आप ध्रुवों की परिस्थितियों का अनुकरण करना चाहते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो आपको उस तरह के इन्क्यूबेटरों की आवश्यकता है जहां आप उन परिस्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं तो आपको उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखने की आवश्यकता है इसलिए जब आप एक प्रयोगशाला की योजना बना रहे हैं तो आप वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि आप किस स्थिति में पहुँचने जा रहे हैं लेकिन आपको एक प्रावधान रखना होगा कि अगर मैं इस स्थिति में पहुँचा तो मैं इस पर काम करूंगा फिर दुनिया भर में कई प्रयोगशालाएं हैं जो वर्तमान में माइक्रोस्ट्रक्चर पर सेल्स को इंटेग्रटे करने के क्षेत्र में काम कर रही हैं जिनके बारे में आपने बायोमेम्स नामक कुछ सुना होगा M का मतलब होता है माइक्रो E का मतलब होता है इलेक्ट्रो दूसरा M होता है मैकेनिकल S का मतलब होता है सिस्टम बायोलॉजिकल माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स ये अनिवार्य रूप से माइक्रोस्ट्रक्चर हैं हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे बाजार में एक और चर्चा है जिसे लैब ऑन अ चिप कहा जाता है जो और कुछ नहीं है बल्कि एक छोटा आत्म निहित सेटअप है जहां आप सेल्स को विकसित कर रहे हैं आपके पास उसके भीतर ही माध्यम और बाकी सब की आपूर्ति है हम इस बिंदु पर बाद में चर्चा करेंगे बस मेरी बात सुनें और इस पर विचार करें बाद में हम इस विषय पर व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे अब इस तरह के काम के लिए आपको कोई स्थान निश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है या तो आप इसे बाहर के कमरे में कहीं करते हैं जहाँ हमारा आटोक्लेव है लेकिन फिर आपके पास वहाँ पर भी एक स्थान है आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यही नहीं इस प्रकार के सेटअप इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग सेटअप के साथ जोड़े जाते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम माइक्रोइलेक्ट्रोड एरेज़ फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर पर काम करने वाले कई लैब हैं तो आपको आवश्यकता है कि इस प्रकार की अस्सेम्ब्लीज़ पहले से ही निहित हों या उदाहरण के लिए चार वर्ष या पांच वर्ष बीत जाने के बाद या अगले 10 वर्षों में इसे आप विकसित करना चाहते हैं और आपके पास पहले से ही यह प्रावधान होना चाहिए कि आप इसे कैसे विकसित करना चाहते हैं आप अंतिम समय में यह निर्णय नहीं कर सकते कि चलो ठीक है अब मुझे यह चाहिए यह काम नहीं करेगा मैं यह क्यों बता रहा हूं इसका कारण यह है कि हम हमेशा सोचेंगे कि जब हम ये करना चाहेंगे तो हमारे पास इसे करने के लिए एक और कमरा होगा जबकि बात यह है कि आपके बायोलॉजिकल सैम्पल्स वहाँ हैं इसलिए आप समय के पूर्व थोड़ा ध्यान से सोचें और चीज़ों को तब और वहां रखें ताकि आप किसी भी प्रकार के संदूषण को कम कर दें क्योंकि आप देखेंगे कि इनमें से किसी भी प्रकार के कल्चर में आपकी सबसे बड़ी समस्या संदूषण की होगी एसेप्टिक तकनीक का पालन करें इस पूरे समय में आप सभी ने देखा होगा कि मैं बार बार आपको संकेत दे रहा हूँ पर वास्तव में यह नहीं कह रहा है कि आपको यह करना चाहिए या आपको वह करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस आभासी प्रयोगशाला को विकसित कर रहे हैं मैं आपको अहसास दिला रहा हूँ कि यह कैसा दिख रहा है कि स्टिकी मैट है विंड कर्टेन है कमरे में लगातार हवा प्रसारित हो रही है आप लमिनार फ्लो हुड पर कैसे काम करने वाले हैं आपको लमिनार फ्लो हुड कहाँ लगाना चाहिए कहाँ आप बाहर के करंट फ्लो को कम कर सकते हैं कहाँ आप स्लाइडिंग दरवाजे लगा सकते हैं तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको एसेप्टिक तकनीकों का पालन करने में मदद करेंगे इसलिए यदि आपकी योजना माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और उन सभी प्रकार की चीजों के क्षेत्र में खोज करने की है या आपका कोई सहयोगी है जो टीम का हिस्सा है जो इलेक्ट्रोड और सेल के इलेक्ट्रोड्स पर इंटीग्रेशन पर काम करना चाहता है तो आपको लैब बनाने के बाद सोचने के बजाय शुरुआत में सोचना चाहिए तो हमें इस असेंबली के भीतर उस छोटे से स्थान को प्रदान करना होगा जहां पर xyz व्यक्ति आकर कुछ चीजें कर सके तो पहले से सोचें या ऐसे लोग हैं जो सेल्स के साथ विषाक्त पदार्थों की परस्पर क्रिया पर काम करते हैं तो उन्हें एक बहुत अलग हुड की आवश्यकता हो सकती है जहां वे अपनी विषाक्त सामग्री के साथ काम कर सकते हैं और सेल्स पर उनका प्रभाव देख सकते हैं इसलिए हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यह व्यक्ति किसी और चीज़ पर काम कर रहा है और आप इस तरह के कल्चर्स के लिए एक अलग इनक्यूबेटर रखना पसंद कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ बहुत ही विषैले परीक्षण कर रहे हैं और यह किसी के साथ रियेक्ट कर सकता है तो वे अधिकांश लोग हैं जो किसी प्रकार की औद्योगिक संबंधित समस्या पर काम कर रहे हैं या किसी प्रकार के अन्य जहरीले पदार्थों पर जो कीड़ों फंगस या किसी चीज से प्राप्त होते हैं तो आपको कई बार और एक और बात सोचनी होगी ममेलियन सेल कल्चर के साथ एक माइक्रोबियल फैसिलिटी की निकटता से बचने की कोशिश करें इससे बचने की कोशिश करें आपके पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है वे पास होंगे लेकिन जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें कुछ दूरी होनी चाहिए या अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है और आपके पास अपने सेल कल्चर के साथ एक माइक्रोबियल फैसिलिटी है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी एसेप्टिक तकनीकों का पालन किया जा रहा है और आपको हर स्तर पर अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी कि माइक्रोबियल कंटैमिनेशन आपके ममेलियन सेल कल्चर फैसिलिटी या एनिमल सेल कल्चर फैसिलिटी या आप जो भी सेल कल्चर कर रहे हैं उनको दूषित न करे यह याद रखना ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन फिर अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और आपकी लैब सेल कल्चर फैसिलिटी वास्तव में एक माइक्रोबियल फैसिलिटी के साथ है तो आपका एकमात्र विकल्प यह है कि आप बस कड़े आचार संहिता को लागू करें ताकि एक तरफ से आने वाले दूषित पदार्थ बाहर निकल कर दूसरे वाले में न जाएँ तो यह एक और बात है जिससे आपको बहुत सावधान रहना होगा इसलिए आप देखते हैं कि अब हमने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा की है यह क्षेत्र बहुत आगे बढ़ सकता है इसलिए मैंने आपसे केवल यह कहा है कि मान लीजिए कि आपके पास स्पेस सिस्टम्स स्पेस बायोलॉजी पर काम करने की सुविधा है या आप चरम वातावरण का एक सिस्टम बना रहे है इसलिए हमारे पास अलग अलग इन्क्यूबेटर्स होने चाहिए या आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जैसे माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग तो आप अपने आस पास इन सभी फैसिलिटीज को रखना पसंद कर सकते हैं और ये इस तरह की चीजें हैं जो उपयोगी हैं माइक्रोफ्लूइड सेटअप के बारे में बाद में बात करेंगे ऐसे लोग हैं जो माइक्रोफ्लूइड micro fluidics सूक्ष्म तरल पदार्थ पर काम कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो रिएक्टेड डिज़ाइन या माइक्रो रिएक्टर पर काम करते हैं वे गैस एक्सचेंज असेंबलियों पर काम कर रहे हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लिथोग्राफी कर रहे हैं तो ये सभी सूक्ष्म या जैव एमईएमएस के मूल दायरे में आते हैं इसलिए जब आप फैसिलिटी स्थापित कर रहे हों तो इन सभी को ध्यान में रखें आप इसे कैसे करने वाले हैं क्या हमें इसके हिस्से कर देने चाहिए तो इसके कई तरीके हैं मान लीजिए कि मुझे इस तरह की फैसिलिटी मिलती है मैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसे चार अलग अलग कक्षों में विभाजित हो जाता हूं तो एक कोने से आप प्रवेश कर रहे हैं और फिर आप इसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो मैं इसी तरह xyz के लिए फैसिलिटी संयोजित करता हूँ तो आपके पास कई तरीके हैं या एक है जिसे हमने वर्चुअल सिस्टम में विकसित किया है जैसे दो भाग भाग 1 भाग 2 आपके पास भाग एक भाग दो भाग तीन भाग चार हो सकते हैं यह सब निर्भर करता है तो इस प्रकार के चित्र आपको अपने मूल मैनुअल में यह देखने के लिए बनाने होंगे कि आप चाहते क्या हैं आप जो कुछ भी माँगने जा रहे हैं वही आपको मिलने वाला है लेकिन अगर आप अपना होमवर्क सही नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा आपकी उपयोगकर्ताओं की संख्या क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा उनकी रुचि के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं इसलिए यह तय करेगा कि आपको किन सभी संसाधनों की आवश्यकता होगी सही और ये सभी चीजें आपके संभावित बजट पर निर्भर करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे लक्ष्य क्या हैं लक्ष्य के मामले में मेरा मतलब था कि मान लीजिए आज मैं एक साल दो साल शुरू कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच छह इसी तरह इस वर्ष के भीतर हम इसे प्राप्त करेंगे अगली धनराशि के साथ हम ऐसा करेंगे अगली धनराशि से ऐसा करते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि आप स्थान को यथोचित रूप से आवंटित करें तो अनावश्यक रूप से भारी सामान के साथ स्थान को न भरें जिसे आप जानते हैं कि आपको निकालना पड़ेगा मैंने लोगों को कहते देखा है "मैं इस स्थान को कवर कर रहा हूं यह सब भरा हुआ दिखना चाहिए " जो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है ऐसा मत करो इस पर सोचो कि अगर मेरे पास अगले 10 साल के लिए कोई योजना है या मेरे पास अगले 20 साल के लिए योजना है तो मुझे अनावश्यक रूप से कोई स्थान क्यों भरना चाहिए इसे वहीं रहने दो इसे थोड़ा खाली रहने दो कोई दिक्कत नहीं है एक और बात जिसका मैंने यहां जिक्र नहीं किया जब आप इस सेटअप की योजना बना रहे हैं तो इन पक्षों की दीवारों पर आपके पास सामग्री का भंडारण होगा लेकिन अब यदि आप इसे दीवारों पर करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास अपनी प्रयोगशाला के लिए एक समर्पित सीढ़ी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से समर्पित है आपको सीढ़ी वहीँ कहीं रखनी होगी या आजकल इस तरह के फोल्डेबल सीढ़ी या कुछ इस जैसी चीज़ आती है आपके पास एक फोल्डेबल सीढ़ी होनी चाहिए क्योंकि हमें पक्षों पर रैक से सामान नीचे उतारना होगा इसलिए इन छोटे सुझावों को ध्यान में रखें क्योंकि आपको लैब बनाते समय ये बहुत मददगार साबित हों अब आता है कि आप किस तरह की लाइटिंग चाहते हैं वास्तव में फैसिलिटी में उज्ज्वल अच्छी गुणवत्ता वाली प्रकाश व्यवस्था होना एक अच्छा विचार है और हर रोज़ सुनिश्चित करें कि जो भी अंदर और बाहर आ जा रहे है उन्हें एसेप्टिक तकनीकों सबसे पहले बिंदु के बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो है अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता यह आवश्यक है इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है यदि आप ठीक नहीं हैं तो यह बिल्कुल उचित है कि आप लैब में न आएं दूसरा बालों की टोपी को अनिवार्य बनाना है ताकि बाल झड़ें या कुछ गिरें नहीं इससे सिस्टम दूषित नहीं होगा अगर आपको हल्की खांसी या कुछ भी हो तो भी मास्क लगाएं इससे सिस्टम दूषित नहीं होगा अपने लैब कोट को नियमित रूप से साफ करें सुनिश्चित करें कि एलकोहॉल से पोंछकर ग्लव्स पहनने से पहले आप अपने हाथों को यहाँ तक धोते हैं ध्यान रखें कि आप इन कुछ बुनियादी नियमों का पालन कर रहे हैं और जब आप लैब के अंदर होते हैं तो उस अवधि के लिए समर्पित रहें ऐसा नहीं करें कि मैं यह कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं मैं ऐसा कर रहा हूं ऐसा मत करो वे इसे प्रभावित करते हैं क्योंकि जब हमें बात करनी होती है तो हमको अपना मास्क हटाना पड़ता है तो बात यह है कि आपने बात करते समय सिर्फ अपना मास्क हटाते हैं और आप कई चीजों को पूरी जगह फैला देते हैं और विशेष रूप से यह सच है जब आप लमिनार फ्लो हुड पर काम कर रहे हैं लमिनार फ्लो हुड के बारे में सबसे पहले मानदंड है कि काम ख़त्म करने के बाद सरे सरफेस को अलकोहल से पोंछें काम शुरू करने से पहले आप एक और बार इसे पोछें और एक बार जब काम खत्म कर लेते हैं तो आप रात भर यूवी को चालू रखें या काम शुरू करने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए या आप पंखे को भी चलता छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप पंखा चलता रखते हैं तो आपको इसे सामने से खुला रखना होगा ताकि हवा लगातार बहती रहे और लगभग हर हफ्ते आप अपनी प्रयोगशाला को इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं कि इस लमिनार फ्लो हुड का निरीक्षण और सफाई की जाती रहे फिर आता है आपका इनक्यूबेटर जब आप इनक्यूबेटर खोल रहे हों तो इनक्यूबेटर के संदर्भ में आपकी एसेप्टिक तकनीकों के बारे में बहुत अधिक सावधानी बरतें किसी लैब में इनक्यूबेटर आपकी जीवन रेखा है क्योंकि यही वह जगह है जहां आपके सभी सेल हैं तो आपको पहले से ही व्यक्तियों के लिए एक निर्दिष्ट ट्रे या शेल्फ की योजना बनानी चाहिए इस पर लड़ाई मत करो चीजें निर्दिष्ट होने दें और इससे पहले कि आप अपने सैम्पल्स और बाकि सब कुछ इसमें रखें बस हल्के एलकोहॉल के साथ सामान को पोंछ दें इसे वहां रखें और सुनिश्चित करें कि रैक को यदि नियमित रूप से नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य पोंछा जा रहा है दूसरी बात कृपया सुनिश्चित करें कि इनक्यूबेटर के नीचे हमेशा एक ट्रे हो पानी बदला जा रहा है और आप इसमें कुछ एंटीमाइक्रोबियल डिटर्जेंट डाल दें यह सुनिश्चित करें यह बहुत आवश्यक है और मान लीजिए कि आप अपना सामान इनक्यूबेटर के अंदर रख रहे हैं सबसे पहले आपको इनक्यूबेटर के खोलने और बंद करने को कम से कम करना होगा इसकी आपको योजना बनानी होगी और मान लें कि कुछ बिखर गया है तुरंत इसे पोंछ दें ट्रे को बाहर निकालें लमिनार फ्लो हुड के अंदर इसे साफ करें और फिर इसे वापस डालें उपेक्षा न करें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने वर्षों से देखी है वह है कि अगर यह CO2 इनक्यूबेटर है तो लोग इनक्यूबेटर में CO2 की मात्रा का ध्यान रखना भूल जाते हैं मुझे पता है कि एक बार मैंने ऐसा किया था तो कुछ लोग और आप कहेंगे कि सेंसर है जो बताता है कि क्या CO2 का स्तर एक बिंदु से नीचे चला गया है ज़ाहिर है इनक्यूबेटर में एक सेंसर है हमारे पास अतिरिक्त सेंसर थे जो हमने जोड़े थे इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास यहाँ एक इनक्यूबेटर है और निश्चित उदाहरण के लिए आपके पास यहाँ एक इनक्यूबेटर है और निश्चित रूप से एक इनक्यूबेटर के लिए आपके पास साथ ही एक सिलेंडर है तो हमारे पास इसके ऊपर एक और इनक्यूबेटर है आपके पास यहां दो सिलेंडर इस तरह जुड़े हुए हैं मैं आपको उनके पीछे दो और स्टैंडबाई रखने की सलाह दूंगा बुरे दिनों के लिए क्योंकि आपके दोस्त यह भूल जाएंगे कि ये समाप्त होने वाले हैं और फिर आप मँडरा रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं क्या करें क्या करें क्या न करें ऐसा न होने दें इसलिए इन बैकअप को तैयार रखें एक लॉग बुक बनाए और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएँ जो बताता है कि यह सिलिंडर किस दिन लगाया गया है दिन महीना वर्ष जिस दिन आप इन सिलिंडरों को लगते हैं लॉग बुक करें तो हमें एक अच्छा अंदाज़ा लग जायेगा की ये कितने समय तक चलेगा एक महीने या दो महीने या जो भी हो तो आप इसका एक शेड्यूल बना लें यह मुख्यतः एक शेड्यूलिंग समस्या है जिसे अधिकांश लोग भूल जाते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ बहुत कुछ शेड्यूल करना पड़ता है कौन अगला परिवर्तन करते हैं इसलिए जैसे ही ये दोनों खत्म हो जाएंगे आपको तुरंत इन्हें रिफिल के लिए भेजना होगा और किसी भी समय यह आएगा और इससे आपको याद होगा बाहर के कमरे में मैंने आपको बताया था कि बाहरी कमरे में आपके पास बैकअप तैयार होगा उस कमरे से वे बैकअप आएंगे और इन दो हरे वाले को बदल देंगे और ये दो हरे नीले वालो की जगह ले लेंगे और ये दो नीले रंग वाले रिफिलिंग के लिए जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी रखने के लिए एक लॉग रजिस्टर रखना होगा और आपके पास लैब के समर्पित सदस्य होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी लैब में ये सिलिंडर कभी ख़त्म न हों यह अब तक चाहे कितना देखें समय 2520 उबाऊ लग रहा है मुझ पर विश्वास करो मैंने लोगों को और प्रयोगशालाओं को वास्तव में संदर्भ समय 2523 संकट में देखा है किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली और एक सप्ताह के अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप इस सेटअप में कहीं पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं इस यूपीएस फैसिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होने का कारन स्पष्ट है क्योंकि आप इन सभी प्रकार के इन्क्यूबेटरों को वहां चला रहे हैं और ये इनक्यूबेटर बिजली जाते ही बंद हो जाएंगे और यह कुछ ऐसा है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए हमें उन्हें एक समर्पित सुविधा या समर्पित लाइन पर रखना होगा और उसी तरह आप रेफ्रिजरेटर को समर्पित ट्रैक पर रखना चाहते हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको पहले से सावधानी बरतनी होगी लमिनार फ्लो को आप छोड़ सकते हैं ठीक है कोई प्रकाश या कोई बिजली नहीं है तो भी हम काम चला सकते हैं लेकिन भारत में यह केवल भारत नहीं है मेरा मतलब है कि दुनिया भर में यह एक समस्या है अचानक पावर सर्ज या अचानक पावर ड्राप हो सकता है आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं तो ये कुछ बिंदु हैं जहां आपको सुरक्षा प्रोटोकॉल के मामले में एसेप्टिक तकनीकों के संदर्भ में बैकअप योजनाओं और बाकि सब के मामले में वास्तव में सतर्क रहना होगा तो मैं यहां पर व्याख्यान समाप्त करूँगा और हम इसके अन्य विभिन्न पहलुओं पर इस चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन कृपया सावधान रहें और अपनी डिजाइनिंग सही करें धन्यवाद